पिछले व्याख्यान में हमने एक तल में विभव Vr kr में गतिमान इलेक्ट्रॉन पर विचार किया जो 14π0 है और पाया कि ऊर्जा ठीक वैसी ही मिलती है जैसी बोहर मॉडल में थी हालाँकि इसमें जो नया था वह यह था कि समान ऊर्जा मानों के लिए हमने ऐसी कक्षाएँ भी प्राप्त कीं जो विभिन्न मानों की हो सकती हैं तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इन 3 कक्षाओं में सभी की ऊर्जाएं समान हैं और कोणीय संवेग L1 L2 और L3 हैं हमने पाया कि L1 L2 से बड़ा है जो L3 से बड़ा है क्योंकि अलग अलग कोणीय संवेग भिन्न होते हैं और ऊर्जाएं समान हैं इसलिए हमने क्वांटम संख्याओं के माध्यम से संभावनाओं को शामिल किया सही वे कक्षाएँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं तो हमने देखा कि एक ही ऊर्जा के लिए एक से अधिक कक्षाएँ हो सकती हैं और 2 क्वांटम संख्याओं के बीच संबंध अर्थात् nr और n ऊर्जा और कक्षा का प्रकार देता है तो यह एक प्रकार की क्वांटम यांत्रिकी थी जो अभी भी पुराने क्वांटम सिद्धांत को विकसित किये जा रही थी लेकिन मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ आप बाद में देखेंगे कि वास्तविक क्वांटम यांत्रिकी ने जो उत्तर दिए थे वे विचार जो वास्तविक क्वांटम यांत्रिकी ने दिए थे वे पहले से ही पुराने क्वांटम सिद्धांत के माध्यम से स्थापित हो रहे थे इसलिए मैं ये पिछला व्याख्यान और यह व्याख्यान पुराने क्वांटम सिद्धांत को समर्पित कर रहा हूँ अगले केस में 3 विमीय पर विचार करने जा रहा हूँ और 3 विमीय केस में क्या होता है यह कक्षा केवल x y तल तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए संभावना है कि कक्षा झुकी हुई हो सकती है और यह और भी झुकी हुई हो सकती है तो ये झुकाव एक नई क्वांटम संख्या और तीसरी अतिरिक्त क्वांटम संख्या को लाने जा रहा है इसलिए हम जिस संभावना पर विचार कर रहे हैं वह यह है कि कक्षा xy तल के संबंध में भी झुकी हुई हो सकती है और उस झुकाव का फैसला तीसरी क्वांटम संख्या से होगा तो उसके लिए अब हम एक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की पूर्ण त्रिविमीय गति पर विचार करते हैं जिसे परमाणु पर क्वांटम प्रतिबंधों का अनुप्रयोग भी कहा जा सकता है यह पूर्ण गौरवशाली त्रि आयामी दृश्य है तो इस केस में ऊर्जा मैं इन गोलीय निर्देशांकों का उपयोग करने जा रहा हूँ और ऊर्जा E 12mr212mr2212mr22 kr द्वारा दी जा रही है तो अब यहाँ 3 3 सामान्यीकृत संवेग होने जा रहे हैं और ये क्या हैं ये pr हैं जो ∂E∂ṙ है जो कि mṙ है यह p है जो ∂E∂θ है जो कि mr2 है और यह pϕ है जो ∂E∂ के बराबर है जो mr2θϕ̇ है और ये क्या हैं आप यह देख सकते हैं कि यह r के अनुदिश गति से जुड़ा है और इसमें रैखिक संवेग की विमा है दूसरा कोणीय संवेग की विमा है और इसलिए तीसरा क्या है और उसकी व्याख्याएं क्या हैं तो आइए देखें कि 3 विमीय में गतिमान कण का कोणीय संवेग यह r× mv है जिसे मैं mrr×rrrrsinθ के रूप में लिख सकता हूँ और आप इस सदिश गुणनफल को लेते हैं तो यह mr2rmr2sinθr हो जाता है और यह कुछ और नहीं बल्कि mr2 mr2sinθ है मैं आपको पिछली प्रक्रिया से याद दिला दूं कि और कुछ नहीं बल्कि xsinϕycos है और और कुछ नहीं बल्कि xcosθcosϕycosθsinϕ zsin θ है तो अगर मैं इन्हें substitute करता हूँ यदि हम ऐसा करते हैं तो कोणीय संवेग सदिश L mr2 xsinϕycos mr2sinθ आता है तो व्यंजक L mr2 mr2sinθ से शुरू करते हुए अब मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूँ कि p L के z घटक के बराबर है और L2 और कुछ नहीं बल्कि p2p2 है तो आइए हम ऐसा करतें हैं यदि मैं L का z घटक लेता हूँ तो यह 0 से है आपको z घटक के लिए 0 योगदान देता है mr2sinθ और θ का z घटक sinθ z है तो यह mr2sinθz आता है और यह कुछ और नहीं बल्कि p है तो जो मैंने आपको दिखाया है वह p है और कुछ नहीं बल्कि Lz है और L के व्यंजक से जो कि mr2 mr2sinθ है मैं इसे p psinθ के रूप में लिख सकता हूँ और ϕ एक दूसरे के लंबवत हैं तो इसका तत्काल मतलब है कि L2p2p2 तो आइए देखें कि हमने क्या प्राप्त किया है हमने पाया कि नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति के लिए ऊर्जा 12mr212mr2212mr22 kr के रूप में होने जा रही है और prmr pmr22 और p12mr22 और यह और कुछ नहीं बल्कि Lz है और p ऐसा है कि L2 जो कोणीय संवेग है मैं L का उपयोग कोणीय संवेग के लिए कर रहा हूँ L2p2p2 जैसा कि हमने अब तक प्राप्त किया है अब केंद्रीय बल गति के लिए मुख्य रूप से जब v 1r के रूप का होता है बल केंद्रीय है L संरक्षित है और इसका अर्थ है कि L के सभी घटक संरक्षित हैं ठीक है तो इसका क्या अर्थ है कि L2p2p2 गति के शुरू से अन्त तक के दौरान एक स्थिरांक है और Lzpmr2 भी एक नियतांक है तो अब हम क्वांटम प्रतिबंधों को लागू करते हैं ये क्या देते हैं pdϕ को लागू करना सबसे आसान है जो इस स्थिरांक Lz2π के अलावा और कुछ नहीं है जो कि nh या Lznℏ के बराबर होना चाहिए जो कि एक क्वांटम प्रतिबंध है p के लिए समाकलन pdθ होने जा रहा है और हम देखेंगे कि इसकी limits सीमाएँ क्या होने वाली हैं जो कि ∫L2 Lz2 dθnh के बराबर है और अब Lz कोणीय संवेग L का z घटक है चूँकि Lz L का z घटक है इसका मतलब है कि मापांक Lz को L से कम या उसके बराबर होना चाहिए अब आइए हम ∫√L2 Lz2 dθ को देखें अब यदि आप चाहते हैं कि L2 Lz2 वास्तविक हो तो L2 Lz2 ≥0 होना चाहिए

और इसलिए यहाँ से यह समाकलन θ θ L2 Lz2 dθबन जाता है फिर से हम इस बारे में नहीं जा रहे हैं कि इन समाकलनो की गणना कैसे की जाती है लेकिन जब आप समाकलन करते हैं तो यह मान आता है जो कि 2πL होता है तो हमने जो प्राप्त किया है वह ∫pdϕnh है जो आपको Lzn देता है और ∫pdθ2πL Lz या L Lz n के बराबर है या LLzn जो nn है तो हमने जो प्राप्त किया है वह यह है कि कोणीय संवेग कोणीय संवेग का z घटक n के बराबर है और चूंकि यह z घटक है यह ऋणात्मक या धनात्मक दोनों मान ले सकता है तो मैं यह कहने जा रहा हूँ कि n शून्य या धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है वे पूर्णांक हैं लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक मान लेते हैं L जो कोणीय संवेग का परिमाण है nn के बराबर होने वाला है और आप देख सकते हैं कि n को 1 2 और इसी तरह के मान लेना चाहिए इसलिए भले ही n 0 हो n के कोणीय संवेग के परिमित होने की संभावना है हम 0 कोणीय संवेग को छोड़ exclude कर रहे हैं तो यह अब हमारे पास 2 क्वांटम संख्याएं हैं n और n n nn से संबंधित है कुल कोणीय संवेग से संबंधित है और n कोणीय संवेग के z घटक से संबंधित है तो आइए हम पुनः Lz को संक्षेप में प्रस्तुत करें जो कि p है n के बराबर है और n0 और ±1 ±2 और इसी तरह L जो कुल कोणीय संवेग का परिमाण है nn होने जा रहा है तो यह बराबर है हम इसे kℏ कहते हैं k 1 2 3 और इसी तरह चूँकि हमने पाया कि ≤L इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य यह है कि n ℏ≤kℏ या n k और k के बीच बद्ध है इसका अर्थ यह है कि आपके पास शुद्ध कोणीय संवेग kℏ हो सकता है और यह एक दिशा में हो सकता है जो z दिशा में है आगे यह हो सकता है तो यह kℏ होगा या यह k ℏ होगा अतः कोणीय संवेग एक निश्चित दिशा में इंगित कर रहा है यह कोई मनमानी दिशा नहीं हो सकती है प्रक्षेप k ℏ होना चाहिए तीसरा मेरे पास यह kℏ हो सकता है और z घटक k 2ℏ होगा मैं केवल इन्हें प्रतीकात्मक रूप से चित्रित कर रहा हूँ ये कोण सटीक होने के लिए नहीं लिखे गए हैं वास्तव में k 2ℏ अगर मैं दिखाऊंगा तो यह इस तरह होगा और कोणीय संवेग इससे बड़ा होगा इसलिए यह k 2ℏ kℏ है इतना ही नहीं यह विपरीत दिशा में भी हो सकता है तो तो यदि मैंने पैमाने पर ड्रा किया होता तो पहला वाला भी ऐसा नहीं होता इसके बजाय यह वो kℏ होगा सही है kℏ के अनुदिश यह विपरीत दिशा में भी हो सकता है कुल कोणीय संवेग दूसरी दिशा में भी हो सकता है और परिमाण kℏ रहता है और z घटक kℏ हो सकता है मेरे पास k ℏ भी हो सकता है और कोणीय संवेग इस kℏ की तरफ इंगित करता है मेरे पास ऋणात्मक दिशा में भी कोणीय संवेग k 2ℏ हो सकता है और कुल कोणीय संवेग इस तरह इंगित करता है तो यह जो दिखा रहा है वह एक प्रकार का समष्टि क्वांटिकरण है कि कक्षाएँ ऐसी हैं कि वे या तो xy तल में हो सकती हैं या उन्हें झुकाया जा सकता है लेकिन उन्हें मनमाने तरीके से नहीं झुकाया जा सकता है उन्हें इस तरह झुकाया जाएगा कि z घटक अभी भी ℏ का एक पूर्ण गुणज है और कुल कोणीय संवेग समान रहता है तो हमने कुल कोणीय संवेग से संबंधित 2 क्वांटम संख्याएँ n और n एवं कोणीय संवेग का z घटक प्राप्त किया है मुझे अभी भी prdr को nrh के बराबर होने के लिए करना है चलिए अब ऐसा करते हैं तो याद करें कि ऊर्जा 12mr212mr2212mr22 kr के बराबर थी और जल्दी से मैं इसे pr22mp22mp22msin2 kr के रूप में लिख सकता हूँ और इससे आप देख सकते हैं कि हमने पहले जो प्राप्त किया था वह और कुछ नहीं बल्कि pr22mL22mr2 kr के बराबर है तो मेरे पास दी गई ऊर्जा pr22mL22mr2 kr है तो pr को √ के रूप में दिया जाता है जो बिल्कुल वैसा ही व्यंजक है जैसा मैंने द्विविमीय स्थिति में प्राप्त किया है तो यह ठीक वही व्यंजक है जो हमने 2 d केस में प्राप्त किया था मुझे पिछले व्याख्यान से लिखने दें तो यदि मैं ∫prdrnrh करता हूँ तो यह मुझे बिल्कुल वैसा ही उत्तर देगा मैं आपसे उस व्याख्यान पर वापस जाने का आग्रह करूंगा और मुझे ठीक वैसा ही उत्तर मिलेगा En mk22n22 जो समान है mZ2e4322022n2 के जहां अब n nrnn होने जा रहा है यह n और nr का मान है क्योंकि न्यूनतम n है 0 1 2 और इसी तरह तो इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको जो दिखाया है वह यह है कि यदि हम पूर्ण त्रिविमीय गति को अनुमत करें तो क्या होता है पहला E को 12mr212mr2212mr22 kr के रूप में दिया जाता है और क्वांटम प्रतिबन्ध हैं prdr nrh के बराबर है pdθ जो nh के बराबर है और pdϕ nh के बराबर है और हमने पाया है कि nr 0 1 2 और इसी तरह होगा n1 2 और इसी तरह के बराबर होगा n 0 ±1 ±2 और इसी तरह आगे भी होगा इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमारे पास 3 क्वांटम संख्याएँ हैं इसके माध्यम से हमने यह भी पाया कि mod of n n से कम या उसके बराबर था जहां nnn क्योंकि z घटक को कुल कोणीय संवेग से कम या बराबर होना चाहिए तो हमने पाया कि 3 क्वांटम संख्याएँ हैं तीसरा ऊर्जा En बिलकुल बोहर मॉडल eV के समान ही निकलती हैं लेकिन अब एक कक्षा की ऊर्जा En के अद्वितीय होने की संभावना समाप्त हो गई है इसके बजाय हमारे पास यह हो सकता है कि अलग अलग क्वांटम संख्याओं nr nऔर nके साथ अलग अलग कक्षाओं में nrn के आधार पर एक ही ऊर्जा En हो सकती है तो यह बताता है कि एक कक्षा में 3 संख्याएं होती हैं जिसे मैं n के रूप में लिख सकता हूँ जो nrn के समान है k जो कुल कोणीय संवेग देता है और n n≤k तो ये ऐसे विचार हैं जो मैं केवल विचारों से परिचित कराने के लिए कर रहा हूँ कि इन क्वांटम प्रतिबंधों से क्वांटम संख्याओं का विचार कैसे उत्पन्न हुआ और ये हमें क्वांटम प्रकृति को बेहतर और बेहतर समझने के लिए प्रेरित करेंगे गणनाएं मैं आपको विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटम प्रतिबंधों पर आधारित कुछ सरल गणनाएँ देने जा रहा हूँ जो आज भी उपयोग में हैं और आप बाद में क्या देखेंगे जब पूर्ण क्वांटम यांत्रिकी अस्तित्व में आती है जब हम इसके साथ समस्याओं को हल करना शुरू करते हैं कि ये विचार वास्तविक क्वांटम यांत्रिकी के कितने करीब हैं क्या महत्वपूर्ण है और जिसे मैं अगले व्याख्यान में शामिल करने जा रहा हूँ वह है ये 3 क्वांटम संख्याएं जिससे अब लोग विभिन्न परमाणुओं के स्पेक्ट्रम और आवर्त सारणी को समझाने की कोशिश करते हैं और इलेक्ट्रॉन स्पिन की अवधारणा के साथ आए हैं